नमस्कार मैं जयंत चटर्जी हूं और मैं आपके साथ प्रबंध सेवाओं पर बातचीत कर रहा हूं हम विभिन्न दृष्टिकोणों से सेवा व्यवसाय प्रबंधन के मुद्दों को देख रहे हैं पिछले सत्र में हम उत्पाद सेवा प्रणालियों के बारे में बात कर रहे थे हमने देखा कि कैसे आज की दुनिया में हम उत्पादों की अधिक से अधिक सर्विसिंग को अपना रहे हैं जहां स्वामित्व के हस्तांतरण के बजाय हम समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस अंतिम लाभ पर जो ग्राहक प्राप्त करना चाहता है और स्वामित्व के हस्तांतरण के बजाय हम उत्खनन या मिट्टी को हटाने के उदाहरण का उपयोग करते हैं हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कितने टन मिट्टी को कितने समय में हटाया जाना है जो कि स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना एक संविदात्मक फैशन में कितने समय तक चलेगा जहां मशीनें आपूर्तिकर्ता मिट्टी हटाने के लिए एक सेवा प्रदान करती हैं और उस अनुबंध के बाद जो सेवा प्रदान की जाती है मशीनें और अन्य सेटअप उसी समाधान को प्रदान करने के लिए किसी अन्य साइट पर जा सकते हैं इसका यह लाभ है कि प्रोजेक्ट के अंत में हमारे पास बहुत सारी संख्या में मशीनें जो किसी काम की नहीं है वह नहीं रहती आज मैं एक और सिस्टम पहलू और इस प्रणाली के बारे में बात करने जा रहा हूं कुछ शोधकर्ताओं ने सर्व्क्शन सिस्टम कहा है विशेष रूप से उजागर करने के लिए जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर्व्क्शन दो शब्द सेवा और उत्पादन का एक संयोजन है इस शब्दावली के माध्यम से इन शोधकर्ताओं ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला सेवा व्यवसाय में सफल होने के लिए हमें व्यवसाय को एक प्रणाली एकीकृत प्रणाली के रूप में देखना चाहिए एक विनिर्माण व्यवसाय में माल का विनिर्माण संभव है भले ही वहाँ भी नई सोच कुछ निश्चित एकीकृत प्रणाली दिखती है लेकिन फिर भी यह संभव है जैसा कि मैंने पहले एक बार चर्चा की थी जैसे कि चॉकलेट का उत्पादन करने वाले व्यवसाय में प्लांट और मशीनरी या लोग जो चॉकलेट का उत्पादन कर रहे हैं उन लोगों से काफी अलग हो सकते हैं जो चॉकलेट का विपणन करने के लिए इसे ब्रांड बनाने के लिए अच्छे प्रचार अच्छी डिलीवरी आदि के मामले में ग्राहकों की संतुष्टि बनाने के लिए ग्राहकों से बातचीत करते हैं तो संगठन की संरचना के अनुसार विभिन्न विभाग स्वतंत्र रूप से अर्ध संचालन कर सकते हैं अंततः उन सभी को इनपुट को आउटपुट में बदलना होगा और इसे ग्राहक तक पहुंचाना होगा लेकिन फिर भी विभिन्न कार्यों में विशिष्ट उपस्थिति हो सकती है लेकिन सेवा में शायद कई अवसरों पर एक कठिन प्रस्ताव है यदि आप उस चित्र को देखें जिसका मैं आगे उपयोग करने जा रहा हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि एक खंड है जो बाईं ओर है और दूसरा खंड जो दाहिने हाथ की तरफ है जहां हम ग्राहक के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं अब इन ग्राहक सामना करने वाले विभागों को अक्सर इस मॉड्यूल फ्रंट ऑफिस फ्रंट स्टेज में बुलाया जाता है एक तरह से रंगमंच की तरह है जहां एक सामने मंच है जहां नाटक हो रहा है जहां दर्शक सामने के मंच पर क्या हो रहा है बातचीत कर रहा है और उस फ्रंट स्टेज को तथाकथित बैक स्टेज द्वारा परोसा जाता है जहां विभिन्न तकनीकी उत्पादन तत्व काम कर रहे हैं तो एक सेवा के संदर्भ में समझना आसान है एक रेस्तरां के बारे में सोचो जैसे ही आप रेस्तरां में प्रवेश करते हैं ऐसे लोग होंगे जो आपकी बुकिंग की जांच करेंगे वे आपको टेबल पर देंगे एक स्टूवर्ड आएगा जो आपका ऑर्डर लेगा और फिर सर्वर आपके भोजन को अंदर लाएगा अपने आदेश के अनुसार अपनी मेज पर रखेगा लोगों के साथ अलग अलग बातचीत होगी जो सेवारत हैं जो लोग आपका आदेश ले रहे हैं जो लोग आपको टेबल दे रहे हैं और ये सभी गतिविधियां तथाकथित सामने वाले या सामने वाले चरण हैं जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है या दिखाई देने वाली गतिविधियां हैं अभी जाहिर है रेस्तरां में सबसे पीछे रसोईघर है लेखा कार्यालय है बिलिंग प्रणाली है और सामग्री खरीद प्रणाली है तो वैसे भी यह कारखाने के समान है और यह कि सामान्य रूप से बैक ऑफिस दिखाई नहीं देता है और ग्राहक आमतौर पर परेशान नहीं होता है जब तक कि सामने का प्रदर्शन संतुष्टि के अनुसार या ग्राहक की संतुष्टि से होता है रसोई में तनाव हो जाता है अगर कुछ गलत हो जाता है अगर भोजन में कुछ समस्या पैदा होती है अगर भोजन की गुणवत्ता के संबंध में ग्राहक का कुछ असंतोष है तो उस पर ध्यान केंद्रित करता है रसोईघर लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भले ही यह फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज है लेकिन एक एकीकृत सिस्टम गतिविधि के रूप में गतिविधियों के पूरे सेट के बारे में सोचना सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हालाँकि परोसनेवाला सर्वर या खाद्य प्रबंधक स्टीवर्ड कुशल हो सकते हैं यदि भोजन अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो न केवल रसोई न केवल बावर्ची शेफ पूरी प्रणाली तब ग्राहकों के मन में एक प्रतिकूल अनुभव पैदा कर रही है इसलिए फ्रंट स्टेज पर अच्छी तरह से सेवा करने के लिए बैक स्टेज के साथ एक बहुत अच्छा एकीकरण होना चाहिए और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से मिलने के लिए उन्हें काफी जिम्मेदारी से काम करना होगा इसलिए कुछ ग्राहक अपने भोजन को अधिक मसालेदार बनाना चाहते हैं कुछ ग्राहक इसे मसालेदार नहीं चाहते हैं और इन सभी प्रतिक्रियाओं और फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के बीच की बातचीत को वास्तविक समय में बहुत कसकर जोड़ा जाना चाहिए एक विनिर्माण स्थिति की तरह जहां पर हैं मंचके अनुसार माल स्टेज वॉइस इन्वेंटरी और मंचके अनुसार विरामस्टेज वॉइस पॉज हो सकते हैं जिसे हम अक्सर भण्डार स्टॉक और प्रवाह फ्लो कहते हैं यहां यह एक निरंतर प्रवाह है ग्राहक के प्रवेश और उसके अंतिम प्रस्थान से ही यह एक प्रवाह है इसलिए किसी विशेष जगह पर जाम किसी विशेष जगह पर खराबी पूरे प्रवाह पूरे अनुभव को प्रभावित कर सकती है तो यह सेवा प्रणाली है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि सेवा विपणन उत्पादन खरीद गुणवत्ता धारणाएं और सभी को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में सोचा जाना चाहिए इसलिए यदि आप गलत हैं तो आप असंतोष पैदा कर सकते हैं आप असंतोष पैदा कर सकते हैं यदि सर्वर ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है यदि नियुक्ति ठीक से सम्मानित नहीं की गई है यदि आपको समय पर टेबल ना मिला हो सर्विस थियेटर रूपक के साथ जारी रखते हुए कि ये सुविधा सामने और पीछे हैं जहां नाटक सामने आता है बैक स्टेज की गतिविधियों द्वारा समर्थित है और कार्मिक ग्राहक के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और कई मायनों में ग्राहक को सेवा की उस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करने की उनकी क्षमता अक्सर ग्राहक से बहुत बेहतर और उच्च स्तर की प्रशंसा पैदा करती है तो उन रेस्तरां जहां स्टूवर्स सर्वर आपके साथ ऑर्डर करने की संभावित सीमा उन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं जहां डॉक्टर और नर्स ग्राहक के साथ बातचीत करते हैं अपनी चिंताओं को स्विच करते हैं उन्हें उस प्रक्रिया को समझाते हैं जो आयोजित की जा रही हैं कर सकते हैं जाहिर है बाजार में जगह बनाने में बेहतर है अब आप समझ सकते हैं कि यहां हम सेवाओं के बारे में अधिक से अधिक चर्चा कर रहे हैं जो एक ही समय और अंतरिक्ष फ्रेम के काम के भीतर मानव द्वारा वितरित और उपभोग किए जाते हैं अब उपभोक्ताओं के रूप में हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारे पास स्वस्थ होने या अच्छी तरह से महसूस करने की भावना के विभिन्न स्तर हो सकते हैं वे लोग जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वे भी अपने कदम में इस तरह के बहुत उत्सुक हो सकते हैं अपने स्तर पर चिंता में उनके दिमाग में परेशानियां या चिंताएं हो सकती हैं इसलिए एक अच्छा मानक बनाने के लिए सेवा के पर्याप्त स्तर से परे और वांछित या उत्कृष्ट स्तर की सेवा के लिए यह आवश्यक है कि इस बातचीत के बारे में कुछ पहलुओं को मानकीकृत किया जाए तो जिस तरह एक थिएटर में एक नाटक होता है उसी तरह अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग किरदार होते हैं अब उन किरदारों उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के रूप में वे अलग अलग आंतरिक भाव रखते हैं एक विशेष दिन हो सकता है जब एक अभिनेता शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अच्छे प्रदर्शन के लिए हर एक अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात लाइनों के अनुसार जो स्क्रिप्ट उन्हें दिया गया है उसके अनुसार कार्य करता है तो इससे हमने तथाकथित भूमिका और पटकथा अवधारणाओं को प्राप्त किया है जो सेवा व्यवसायों में तैनात हैं इसलिए लोगों को एक निश्चित उम्मीद है कि सेवा प्रदाता कैसे बातचीत करेंगे एक उदाहरण लेता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कई वर्षों के बाद मैं अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहता था इसलिए मैंने एक अपॉइंटमेंट ली जब मैं पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे शुभकामनाएं दीं मैं प्रतीक्षालय में अपने नियत समय के लिए इंतजार कर रहा था जहां चिंता के स्तर को नीचे लाने के लिए माहौल बनाया गया था जो चिंता लोग महसूस करते हैं जब वे दंत चिकित्सक से मिलते हैं और फिर जब डॉक्टर मुझसे मिले डॉक्टर ने जांच की तो जांच से पहले उन्होंने मुझसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे कि मैं वर्तमान में क्या दवाएँ ले रहा हूँ इत्यादि और फिर परीक्षा की प्रक्रिया ने एक निश्चित चरण का पालन किया जैसे कि गरारे फिर से थूकना और फिर जांच की और कुछ सफाई एजेंटों का उपयोग किया गया और कुछ मशीनों का उपयोग कुछ सफाई कार्यों ग्राइंडिंग के कार्यों किया गया और जैसा कि मेरे साथ यह पूरा प्रवाह होता है दूसरे रोगी के लिए लगभग समान रूप से दोहराया जाएगा रिसेप्शनिस्ट से अभिवादन लगभग समान होगा डॉक्टर के प्रश्न एक ही प्रकार के होंगे और उपचार का प्रवाह भी लगभग समान होगा तो यह है कि हम क्या कहते हैं कि सेवा प्रदाता एक परिभाषित भूमिका के अनुसार कार्य करते हैं और एक निश्चित स्क्रिप्ट का पालन करते हैं मामूली बदलाव हो सकता हैं लेकिन कमोबेश यह मानव स्पर्श के साथ प्रक्रिया मानकीकरण के लिए समान है अभी स्पष्ट रूप से इस तरह के अभिन्न प्रणालीगत दृष्टिकोण में सफल होने के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं एक यह है कि अप्रत्याशित परिस्थितियां हो सकती हैं एक विशेष व्यस्त दिन हो सकता है दो सर्वर बीमार और अनुपस्थित हो सकता हैं स्टीवर्ड की भूमिका और सर्वर की भूमिका को विलय करना पड़ सकता है कभी कभी बैक ऑफिस के लोग आगे आ सकते हैं और स्टीवर्ड की भूमिका निभा सकते हैं जिसका अर्थ है कि इस एकीकृत सेवा और उत्पादन सेवा प्रणाली में से कई में सेवा लोगों को बहु कुशल होना होगा और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना होगा और दूसरी ओर विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी जानकारी सही उपयुक्त जानकारी रोगी को या रेस्तरां ग्राहक को प्रदान की जानी चाहिए सेवा के दौरान सेवा से पहले यह ज्ञान वितरण कई उत्कृष्ट सेवा प्रदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विशिष्ट पॉइंट बन जाता है क्योंकि अंतत ग्राहक सेवा की अमूर्तता इनटेंजेबिलिटी के कारण सेवा की घटनाओं को अपने मन में बनी अपेक्षाओं के संबंध में सोचता है इसलिए पूर्व खपत अपेक्षा और बाद की खपत धारणा के बीच अंतर सेवा गुणवत्ता की नींव है और इसलिए ग्राहकों में पर्याप्त गुणवत्ता की धारणा के लिए अधिक उपयुक्त ज्ञान को ध्यान में रखें जिससे आप ग्राहकों की अपेक्षा को आकार दे सकते हैं और इसलिए बेहतर है कि आप उपभोग के बाद की संतुष्टि के लिए एक मौका बनाएं मैं अब एक असाइनमेंट के साथ आज के सेशन को समाप्त करना चाहूंगा यह एक चित्र है जो आपको बाएं हाथ की ओर सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला दिखाता है हमारे पास उच्च संपर्क सेवाएं हैं जैसे कि नर्सिंग होम बाल काटने वाले सैलून हैं या एक चार सितारा होटल एक अच्छा रेस्तरां है और दाहिने हाथ की ओर है जहां हमारे पास कम संपर्क सेवाएं हैं जहां व्यक्ति से संपर्क कम से कम है जैसे केबल टीवी इंटरनेट बैंकिंग और अन्य इंटरनेट बेस सेवाएं मैं चाहता हूं आप इस उच्च संपर्क सेवाओं में से किसी एक को चुने और फिर मैं चाहूंगा कि आप भूमिकाएं और स्क्रिप्ट लिखें जो आपने इन सेवाओं से अनुभव की हो और मैं यह भी चाहूंगा कि आप यह पहचानने की कोशिश करें कि बैक स्टेज फ़ंक्शंस क्या हैं फ्रंट स्टेज फ़ंक्शंस क्या हैं और आपके चुने सेवा के सर्व्क्शन सिस्टम आर्किटेक्चर जैसे कि नर्सिंग होम या होटल जैसे हैं या क्या हैं अच्छा रेस्टोरेंट क्या हैं और मैं चाहूंगा कि इस असाइनमेंट को मंच पर पोस्ट किया जाए और उस पर चर्चा की जाए जिसमें मुझे प्रतिभागी होनेमे बहुत खुशी होगी इससे पहले कि मैं हमारे अगले सप्ताह के विषयों पर जाऊं मैं आपको इस विशेष प्रसिद्ध सेवा विपणन त्रिकोण को दिखाना चाहूंगा जैसा कि आप त्रिभुज के निचले भाग में देखते हैं कि हमारे पास बायीं ओर के सेवा प्रदाता दाईं ओर सेवा ग्राहक है और हमने पूरे सप्ताह इस बात पर चर्चा की है कि प्रदाता और ग्राहक के बीच इस संबंध को कई तरह से एक सह सेवाओं के रूप में उत्पादित भावना के रूप में जहां ग्राहक एक सह निर्माता है होना चाहिए और अगर संवादमूलक विपणन इंटरएक्टिव मार्केटिंग इस वादे के वितरण या पूर्व उपभोग की उम्मीद और बाद की खपत धारणा के बीच अंतर को कम कर देता है तो यह सफलतापूर्वक कंपनी की सफलता की ओर ले जाता है त्रिकोण के दो पहलू हैं जहां एक तरफ आप आंतरिक विपणन इंटरनल मार्केटिंग देखते हैं दूसरी तरफ आप बाहरी विपणन एक्सटर्नल मार्केटिंग देखते हैं इसलिए एक्सटर्नल मार्केटिंग वादा कर रहा है कि ग्राहक अपेक्षाओं को जाँच कर रहा है कर रहे हैं और बाईं ओर यह वादा या सभी बैक स्टेज गतिविधियों को सक्षम कर रहा है जो संगठन में क्षमता पैदा करता है और ग्राहक के मन में वादे को पूरा करने की क्षमता रखता है अब इस सेवा को कई लेखकों द्वारा अपने विभिन्न लेखों और पुस्तकों में एक विपणन त्रिकोण कहा गया है जो बाईं ओर हैं पुस्तक में यह भी अच्छी तरह से समझाया गया है कि जिस का मैंने सह लेखन किया है और मैं इस कोर्स में उपयोग कर रहा हूं जो कि सेवाओं के विपणन लोगों की तकनीक और रणनीति कर रहा है और मैं इस क्षण इस का नवीनतम संस्करण में उल्लेख कर रहा हूं और मैं आपको एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं कि क्या आज की अर्थव्यवस्था में सोशल मीडिया की सर्वव्यापी उपस्थिति और विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर गहन गतिविधियों के साथ सामाजिक तकनीकों का आगमन है जहां ग्राहक एक दूसरे के साथ बहुत बातचीत करते हैं ग्राहक सेवा प्रदाता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि क्या इस त्रिकोण को रिवर्स करने का समय आ गया है और इसलिए प्रदाता ग्राहक बातचीत और अवसर और सह निर्माण के लिए मंच के साथ शुरू करें और आवश्यक इंटरनल मार्केटिंग एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग प्रक्रिया बनाएं जो वादे के वितरण का समर्थन करता है इसलिए ऐसा नहीं है कि हम एक निश्चित वादे की कल्पना कर रहे हैं जो उस वादे को पूरा करने में असमर्थ है और फिर इस बात पर गौर करें कि ग्राहक के साथ मिलकर वादे को पूरा करने के लिए किस तरह से वितरण किया जाए और फिर ग्राहकों की अपेक्षा से परे पहुंचाने के लिए सिस्टम बनाएं